तो चलिए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं इसलिए याद करें कि हम अपने पिछले व्याख्यान में ली के एल्गोरिथ्म के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने ली के अल्गोरिथम के 3 चरणों के दौरान कहा था कि हम सेल को कैसे भरते हैं हम किस तरह से पथ को दोहराते हैं और हम कैसे निशान सेल को साफ करते हैं और साथ ही हम ली एल्गोरिथ्म के भविष्य के रनों के लिए 2 अन्य बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक बाधा के रूप में मार्ग को चिह्नित करते हैं तो चलिए जगह की जटिलता का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके इस लेक्चर को शुरू करते हैं अब ली का एल्गोरिथ्म यदि आपको याद है तो हमने इस तरह की समस्या को देखा जहाँ हमारा रास्ता फिर से रचा गया था अब एक बात जो आप सिर्फ इस आरेख से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए मेरे पास एक कोने में एक स्रोत है और मेरा लक्ष्य दूसरा कोना है इसलिए यदि पथ मौजूद है तो उसकी लंबाई क्या होगी आइए हम कहते हैं कि यदि M की पंक्तियाँ और N स्तंभ हैं तो आपको इस तरह से एक पथ का अनुसरण करना होगा यहां मोड़ हो सकते हैं लेकिन आपके द्वारा लेबल की जाने वाले कुल सेल की संख्या इस मामले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होगी इस प्रकार यह होगी s और t के किसी भी जोड़े के बीच एक पथ की अधिकतम लंबाई होगी यह सबसे खराब स्थिति है तो आइए हम उस संबंध में स्मृति की आवश्यकता की गणना करें तो हम जो कह रहे थे कि प्रत्येक सेल को 1 और L के बीच एक संख्या को स्टोर करने की आवश्यकता होती है जहाँ L अधिकतम पथ लंबाई को दर्शाता है इसलिए मैंने N by M ग्रिड के लिए कहा था मैं इसे फिर से दिखा रहा हूँ मान लीजिए कि मेरे पास 2 आयामी ग्रिड है जिसमें M संख्या में पंक्तियाँ और N संख्या में स्तंभ हैं और अगर मेरा स्रोत एक कोने पर स्थित है और लक्ष्य दूसरे कोने पर स्थित है तो इस सबसे लंबे रास्ते की लंबाई इस तरह होगी और यह लंबाई समान होगी जैसा कि मैंने कहा था जिसका अर्थ है कि जैसे हम इस सेल को लेबल कर रहे हैं यह अधिकतम लेबल को इंगित करेगा जिसे मुझे उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि संख्या यह कहती है 1 2 3 4 5 जैसी कि अधिकतम संख्या हो सकती है न ग्रिड द्वारा M की हमारी समस्या के लिए इससे अधिक नहीं इसलिए इतनी संख्या में मुझे न केवल प्रतिनिधित्व करना है कि मुझे एक अद्वितीय बिट संयोजन का प्रतिनिधित्व करना है जो खाली सेल को दर्शाएगा और दूसरे बिट संयोजन बाधाओं को दर्शाएंगे इसलिए कुल L प्लस 2 इतनी अलग अलग चीजों को अलग करना होगा अब बाइनरी सिस्टम में अगर हमारे पास L प्लस 2 अलग चीजें हैं जिन्हें आपको अलग करना है और आप इसे बाइनरी में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता सीलिंग की है जो कि कई बिट्स हैं तो आपको प्रत्येक सेल की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सारे बिट्स की आवश्यकता होती है प्रत्येक सेल की स्थिति या तो खाली हो सकती है या यह एक बाधा हो सकती है या यह एक लेबल हो सकता है जो कि 1 और इस अधिकतम L के बीच में गिना जाता है सीलिंग वह है जो सबसे छोटी संख्या या छोटा पूर्णांक है जो उस चीज से अधिक या बराबर है एक साधन की तरह एक उदाहरण लेते हैं आइए हम कहते हैं कि L 3 के बराबर है ठीक है यह मान 5 होगा मतलब 2 होगा मतलब 2 दशमलव कुछ यह 2 दशमलव कुछ होगा इसलिए यह सबसे छोटा पूर्णांक 3 से अधिक या इसके बराबर होगा इसलिए इस संख्या 2 बिंदु की सीलिंग कुछ 3 होगी लेकिन यदि यह संख्या 4 है तो यह ठीक 2 है क्योंकि 2 एक पूर्णांक और सबसे छोटी संख्या 2 से अधिक या 2 के बराबर है इसलिए यदि हम 215 कहते हैं तो हम कहते हैं कि 215 की सीलिंग 3 बन जाएगी यह ली की एल्गोरिथ्म में प्रत्येक सेल के लिए इस तरह की संख्या के साथ मेमोरी की आवश्यकता है अब कुछ नमूना ग्रिड आकारों पर एक नज़र डालते हैं तो हमारे पास 2000 बाय 2000 ग्रिड है B इस L की संख्या को वास्तव में इंगित करता है L और B एक ही है इसलिए यह 12 यह 12 बिट की संख्या है यह क्षमा करें यह यह हम B के रूप में बुला रहे हैं अब यह बन जाता है तो M 2000 है N 2000 है 4001 है इसलिए मैं इस सीलिंग को नहीं दिखा रहा हूं सीलिंग वहां है यदि आप इस की सीलिंग लेते हैं तो आपको 12 मिलेगा क्योंकि 4096 है यह उससे कम है तो आवश्यक मेमोरी इतनी सेल होगी प्रत्येक सेल 12 बिट्स के साथ यदि आप इसे बाइट्स में बदलते हैं तो यह 6 मेगाबाइट हो जाता है 3000 बाय 3000 ग्रिड पर चलते है जहाँ B उस का लॉग बनता है 13 8196 92 है और इसलिए आवश्यक मेमोरी को 3000 बाय 3000 में 13 गुणा हो जाएगा जो 146 मेगाबाइट पर आता है 4000 बाय 4000 ग्रिड पर जाएं आपकी मेमोरी की आवश्यकता B होगी 13 होगी मेमोरी की आवश्यकता 26 मेगाबाइट होगी आप देखते हैं कि इन बहुत मामूली आकारों की सेल के लिए भी मेमोरी की आवश्यकता मेगाबाइट्स की है लेकिन यदि आप विभिन्न ग्रिडों के प्रकार में व्यावहारिक ग्रिड आकारों को देखते हैं ताकि आपके पास मिलियन बाय मिलियन ग्रिड हो सकें तो यह संख्या बहुत बड़ी होगी मेमोरी की आवश्यकता बहुत बड़ी होगी तो अब हम देखते हैं कि आप ली के एल्गोरिथ्म की भंडारण आवश्यकता को कैसे कम कर सकते हैं इसलिए कुछ सुधार इसे अच्छी तरह से समझाने से पहले मैं इस नंबर स्कीम 1 2 3 4 5का उपयोग करने के पीछे के मूल विचार को समझाने की कोशिश करता हूँ ली एल्गोरिथ्म में आप देखते हैं हम इस तरह से लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं इसलिए 2 चीजें हैं जो आप यहां सुनिश्चित कर रहे हैं आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वर्तमान और अगली सेल के अलग अलग स्तर हैं और दूसरी बात प्रत्येक स्तर के लिए हम कहते हैं कि मैं 7 में हूं इसलिए वह सेल जो इससे ठीक पहले की है यह उस से केवल एक कम होगी यानि कि 6 इसलिए वर्तमान और पिछली सेल में उनके डिफ़ॉल्ट स्तर भी होते हैं लेकिन एक बात सच है कि आपके पास एक विशेष सेल मौजूद है हम इसे P कहते हैं अगली सेल हम इसे N कहते हैं और पिछली सेल हम इसे R कहते हैं ये सभी अलग हैं वे एक अलग तरीके से लेबल कर रहे हैं जैसे अगर P 7 है तो उदाहरण मैंने यहाँ लिया यदि P 7 है तो आपका N 8 होगा और R 6 होगा इसलिए जब आप ली के एल्गोरिथ्म का एक चरण पूरा कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आगे किस स्तर का उपयोग करना है और कब 7 से पीछे हट रहे हैं आप एक ऐसे सेल की तलाश कर रहे हैं जो एक कम 6 है तो आप विशिष्ट रूप से जानते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है यह इस 1 2 3 4 5 के साथ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है यह अनुक्रम रखता है अब यहां हम जिस पहले विकल्प की बात करते हैं वह यह है कि 1 2 3 4 5 6 के बजाय हम कहते हैं कि हम नंबर 1 3 फिर से 1 2 जैसी नंबरिंग स्कीम का उपयोग करते हैं 3 फिर से 1 2 3 और यह क्रम हम सेल की संख्या पर चलते हैं यहां आप कुछ गुणों को देखें आप कोई भी मनमानी संख्या लेते हैं हम इसे 2 कहते हैं इस 2 के लिए अगला लेबल 3 है पिछला लेबल 1 है वे सभी अलग अलग हैं क्योंकि यह यहाँ था कोई अन्य ले लीजिए हम कहते हैं कि 3 ले लो आपका पिछला स्तर 2 है और अगला स्तर 1 फिर से होगा जो सभी अलग हैं तो इसके लिए अलग नंबरिंग की संपत्ति भी है इसलिए 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करने के बजाय मैं नंबरिंग स्कीम का उपयोग कर सकता हूं जो 1 2 3 1 2 3 अधिक कुशल है 1 2 3 क्योंकि पहले के मामले में I अधिकतम L तक जा रहा था लेकिन यहां मैं एक संख्या 3 तक जा सकता हूं इससे अधिक नहीं ऐसा इसलिए है कि अगर I अधिकतम 3 पर जा सकता है तो मेरे सेल प्रति बिट्स की संख्या केवल 3 प्लस 2 पर लॉक होगी एल प्लस 2 नहीं और 3 प्लस 2 पर लॉक होने का मतलब केवल 3 3 बिट्स प्रति सेल है इसलिए यदि आप पिछली गणना को यहां देखें तो यहां हम 12 या 13 से गुणा कर रहे हैं लेकिन इस नई नंबरिंग योजना में हमें इसे केवल 3 से गुणा करना होगा इसलिए यह सिर्फ 15 मेगाबाइट हो जाएगा अधिक कुशल योजना है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं आइए हम दूसरे को देखें तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हम 1 2 3 1 2 3 को भी पसंद नहीं कर रहे हैं हम केवल 2 स्तरों का उपयोग कर रहे हैं हम इस क्रम का पालन कर रहे हैं 0 फिर एक और 0 फिर एक 1 फिर एक और 1 फिर एक 0 दूसरा 0 1 और फिर एक और 1 यह वह क्रम है जिसमें आप जा रहे हैं अब आप यहाँ देखते हैं कि हम शून्य और एक को खींचने के लिए 2 अलग अलग रंगों का उपयोग कर रहे हैं एक लाल 0 का अर्थ है यह क्रम में दूसरा 0 है लगातार 2 में से यह दूसरा 0 है लाल 1 का मतलब यह दूसरा है इसी तरह नीला 0 का अर्थ है यह पहला 0 है और नीला 1 का मतलब है यह पहला 1 है क्षमा करें पहला 1 इसलिए मैं 2 शून्य और 2 एक के बीच अंतर कर सकता हूं कि क्या वे पहला 0 या पहला 1 हैं मैं उस पर नज़र रख सकता हूं जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो मैं हमेशा इस बात पर नज़र रख सकता हूं कि क्या मैं जिस नंबर 0 का उपयोग कर रहा हूं वह क्रम में पहला 0 या दूसरा 0 है अगर मुझे याद है कि तब मैं 2 के बीच अंतर कर सकता हूं अब अगर मैं 2 के बीच अंतर करने में सक्षम हूं तो अब आप देखते हैं कि आप कोई भी लेबल लेते हैं मैं यह लाल 1 लेता हूं इसका पिछला स्तर नीला 1 है अगला स्तर नीला 0 है आप दूसरा स्तर लेते हैं हमें नीला 1 कहते हैं नीला 1 के लिए पिछला स्तर लाल 0 है अगला राज्य लाल 1 है तो आप शून्य के लिए भी जाँच करें तो आप पाएंगे कि पिछले और अगले सभी 4 मामलों के लिए पड़ोसी अलग होंगे और आप एक अंतर कर सकते हैं चाहे वे लाल 0 या लाल 1 हों आप लाल 0 और लाल 1 देख रहे हैं मैं स्पष्ट रूप से भंडारण नहीं कर रहा हूं लेकिन नंबरिंग के लिए मैं इस पर नज़र रख रहा हूं कि क्या मैं इसका उपयोग पहला 0 या दूसरा 0 पर कर रहा हूं तो यह नंबरिंग स्कीम भी काम करेगी मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ कि यह कैसे होता है लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह संख्या 3 नीचे 2 पर चली जाती है इसलिए यहां हमें प्रति सेल केवल 2 बिट्स की आवश्यकता है इसका मतलब है कि इस मामले में यह 2 से गुणा है आपको केवल 1 मेगाबाइट की आवश्यकता है यह केवल 1 मेगाबाइट होगा उस स्थिति में तो आप संग्रहण स्थान को कम कर सकते हैं लेकिन हम कहते हैं कि कैसे 0 0 1 1 लेबलिंग कार्य करता है तो यह है कि मैंने इसके लिए 15 मेगाबाइट कहा है इसके लिए 1 मेगाबाइट की आवश्यकता होती है आइए हम उसी उदाहरण को लेते हैं लेकिन अब हम 0 0 1 1 के साथ लेबल कर रहे हैं आइए हम एक लाल 0 के साथ शुरू करते हैं स्रोत तत्काल पड़ोसी मैं उन्हें 0 के साथ रंग रहा हूं परंपराके एक मामले के रूप में मैं इसे नीला 0 कह रहा हूं दूसरा 0 लेबल फिर मैं 1 लेबल लेबल 1 फिर नीला 1 फिर इस तरह मैं लाल 0 आगे बढ़ता हूं फिर नीला 0 फिर लाल 1 तो यहां मैं लक्ष्य को छूता हूं अब आप जिस तरह से लेबल लगाते हैं मान लीजिए जब मैं एक लाल 1 का सामना करता हूं तो आप एक लाल 1 देखते हैं पिछली सेल एक 0 है और उस 0 से पिछली सेल एक और 0 है उसमें से दूसरी 1 और 1 होगी इसका मतलब है जब आप एक लाल 1 से वापस ट्रेस करते हैं तो आप 0 0 1 1 0 0 1 1 की अपेक्षा कर रहे हैं उस क्रम में नंबर आना चाहिए तो आप देखते हैं कि आप उसी क्रम में 0 0 1 1 0 0 पर पहुँचते हैं या आप इस मार्ग का अनुसरण भी कर सकते हैं 0 0 1 1 1 0 0 तो वही बात आप अगले लेबल और पिछले लेबल के बीच अंतर कर रहे हैं इस लेबलिंग योजना में यदि अगला लेबल 0 है तो पिछला लेबल होगा 1 यदि अगला लेबल 1 है तो पिछला लेबल 0 होगा यह स्थिति बनी हुई है तो आप विशिष्ट रूप से पथ का पता लगा सकते हैं और यह विधि वास्तव में जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लिए पारंपरिक ली की संख्या योजना की तुलना में कम भंडारण की आवश्यकता होती है तो आपको इस तरह एक रास्ता मिलता है अब कई उत्तराधिकार हैं या आप कह सकते हैं इसका मतलब है कि अनुमान है कि आप चल रहे समय को कम करने के लिए ली के एल्गोरिथ्म में उपयोग कर सकते हैं 3 ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है पहला कहता है इसलिए आपके पास बिंदु स्रोत और लक्ष्य की एक जोड़ी है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं अब आप किसे S कहते हैं और कौन से T को आप सही कहते हैं तो आप पहले एक S दूसरे एक T या पहले एक T और दूसरे एक S को बुलाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे स्रोत कह रहे हैं और जिसे आप लक्ष्य कहते हैं तो यह अनुमानवादी कहता है कि वह बिंदु जो ग्रिड के केंद्र से सबसे दूर है आप इसे प्रारंभिक बिंदु के स्रोत के रूप में चुनते हैं जिसका अर्थ है कि मुझे आरेखीय रूप से यह समझाने की कोशिश करें कि इसका क्या अर्थ है मान लीजिए इस ग्रिड में मेरे पास एक बिंदु है जो कोने के पास है और एक बिंदु जो केंद्र के पास है आइए हम यहां बताते हैं तो यह उत्तराधिकार उस बिंदु को कहता है जो केंद्र से सबसे दूर है आप इसे शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं और जो केंद्र के करीब है हम इसे लक्ष्य के रूप में उपयोग करते हैं तो प्रेरणा क्या है तो प्रेरणा सरल है यदि आप S से शुरू करते हैं तो मैं सिर्फ इस तरह लहर सामने दिखा रहा हूं पड़ोसियों को 1 के रूप में लेबल किया गया फिर 2 को लेबल किया गया जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं फिर आप T तक पहुंचते हैं लेकिन यदि आप T से शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि वेव फ्रंट सभी 4 दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं जैसे 1 तो 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह जिसका मतलब है कि अगर आप T से शुरू करते हैं तो आपको मामले की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में सेल को लेबल करना होगा जब आप S के साथ शुरू करते हैं तो क्या होता है क्योंकि जब आप एस से शुरू करते हैं एक कोने में आप केवल इन 90 डिग्री के लिए खुद को सीमित कर रहे हैं शेष 270 डिग्री आप वेव फ्रंट प्रचार नहीं कर रहे हैं तो इस मामले में आपके द्वारा लेबल की जाने वाली सेल की संख्या बहुत कम होगी तो एल्गोरिथ्म बहुत तेजी से चल रहा होगा आप देखते हैं कि चल रहा समय उन सेल की संख्या के अनुपात में होगा जो आप बदल रहे हैं या आप सही लेबल कर रहे हैं क्योंकि जितने सेल आप रीक्रिएशन के दौरान लेबल करते हैं आपको उतने सेल को खराब स्थिति में स्कैन करना होगा तो यह पहला है दूसरा कहता है क्या यह S और T दोनों से वेव फ्रंट को उत्पन्न करेगा इसे डबल फैन आउट कहा जाता है दोनों स्रोत और लक्ष्य से तरंगों का प्रसार करते हैं लेबलिंग तब तक जारी रहती है जब तक कि वेव फ्रंट को स्पर्श नहीं करती तो आइए हम इसे फिर से एक उचित आरेख के साथ समझाएं हम कहते हैं कि मेरे पास एक परिदृश्य है हमें एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ दिया है हम कहते हैं कि यह आपका S है और यह आपका T है तो यह विधि क्या कहती है आप केवल S से ही नहीं बल्कि T से भी वेव फ्रंट का प्रसार शुरू करते हैं तो यहाँ सहज विचार यह है कि यदि आप केवल एक ही स्थिति के लिए शुरू करते हैं तो सभी दिशाओं में वेव फ्रंट के फैलने की उम्मीद है लेकिन यदि आप दोनों दिशाओं से शुरू करते हैं तो आप लहर को सभी दिशाओं में विस्तार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं इससे पहले कि वे एक दूसरे को छू रहे हों तो वेव फ्रंट धीरे धीरे अपने आकार में विस्तार कर रहे हैं और वे एक साथ और करीब आ रहे हैं इसलिए इससे पहले कि वे अपने पूर्ण आकार में विस्तार करते हैं और सेल को अधिक तेजी से भरना शुरू करते हैं वे एक दूसरे में स्पर्श करते हैं जिसका मतलब है आपको इससे पहले एक रास्ता मिल रहा है तो यहाँ फिर से आपके द्वारा लेबल किए जाने वाले सेल की औसत संख्या उस स्थिति की तुलना में बहुत कम होने की उम्मीद है जहां आप एक बिंदु से वेव फ्रंट प्रसार शुरू करते हैं अब तीसरी रणनीति को फ्रेमिंग कहा जाता है यहां आप एक कृत्रिम सीमा या एक कृत्रिम आयत की कल्पना करते हैं जो कि टर्मिनल जोड़े के बाहर है जो आमतौर पर सबसे छोटी बाउंडिंग बॉक्स की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत बड़ा है मैं फिर से इसका उदाहरण देता हूं हम कहते हैं कि मेरे पास यहां एक बिंदु है और मेरे पास यहां एक बिंदु है जिसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो यह क्या कहता है कि आप एक आयताकार बाउंडिंग बॉक्स की कल्पना करते हैं जो उन 2 बिंदुओं को संलग्न करता है जिन्हें आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस तरह हो सकता है जो कि इस सबसे छोटी बाउंडिंग आयत की तुलना में लगभग 10 से 20 प्रतिशत बड़ा है इसलिए यदि आप इस पिन को लेते हैं तो आयत यह होता है आप थोड़ा और लेते हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि जब आप एक बिंदु से दूसरे तक वेव फ्रंट को उत्पन्न करते हैं तो आप वेव फ्रंट को सीमा पार नहीं करने देते जिसका अर्थ है कि आपकी वेव फ्रंट केवल इस आयत तक सीमित रहेगी इसका मतलब है कि इस आयत के बाहर की सेल को लेबल नहीं किया जाएगा तो आप सीधे उन सेल की संख्या को सीमित कर रहे हैं जिन्हें आप लेबल कर रहे हैं अब आप जिस कारण से इसे 10 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ले रहे हैं वह यह है कि इस लाल आयत के भीतर पहले से मौजूद कुछ बाधाएँ हो सकती हैं तो आपको इस तरह की बाधा के चारों ओर एक रास्ता खोजना पड़ सकता है इसलिए आप 10 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ले रहे हैं ताकि इस तरह की बाधाओं से बचा जा सके अब ये दृष्टिकोण ये आप कुछ प्रकार के अनुमान या कुछ प्रकार के सहज दृष्टिकोण हैं जो उन सेल की संख्या को सीमित करने का प्रयास करते हैं जिन्हें हम लेबल कर रहे हैं इसके अलावा आपके पास एक और स्कीम भी हो सकती है जिसे आप परिभाषित करते हैं या कुछ अधिकतम संख्याएँ चुनते हैं जिन्हें आप नहीं करते हैं अपने लेबल को उनके पार जाने की अनुमति न दें क्योंकि आप जानते हैं कि आपके रास्ते की अधिकतम लंबाई केवल m के भीतर होने की उम्मीद है तो अगर आपको उस m के बारे में कोई जानकारी है तो आप उस m को एक पैरामीटर के रूप में भी ले सकते हैं और वेव फ्रंट उस m के पार नहीं जायेगा तो ये कुछ दृष्टिकोण हैं आप रनिंग टाइम को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अंत में हम एक विधि या एक दृष्टिकोण पर विचार करते हैं जिसमें आप बहु बिंदु जाल को संभालने के लिए ली के एल्गोरिथ्म का विस्तार कर सकते हैं मल्टी पॉइंट नेट का मतलब है कि आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 या अधिक टर्मिनल पॉइंट हैं जिन्हें एक साथ जोड़ना है अब ऐसे कई एक्सटेंशन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं यहां मैं सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा हूं यह कहता है कि आप नेट के टर्मिनलों में से एक को स्रोत के रूप में और शेष को लक्ष्य के रूप में चुनते हैं लक्ष्य से एक हिट होने तक एक तरंग को स्रोत से प्रसारित करना शुरू करें तो आप ली के एल्गोरिथ्म का पालन करते हैं जो आप स्रोत से उस पथ को निर्धारित करते हैं जो आपने हिट किया है और अगले चरण में निर्धारित पथ के सभी सेल को स्रोत सेल के रूप में पहचाना जाता है और वेव फ्रंट सभी स्रोतों से एक साथ निकल रहे हैं इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी लक्ष्य कवर नहीं हो जाते आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जहाँ मेरे पास स्रोत है और 2 लक्ष्य हैं वैसे मैं शुरू में सभी चरण नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए मैं मान रहा हूं कि ये लेबलिंग S 1 1 1 2 2 2 2 से शुरू होती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि T2 T1 की तुलना में करीब होगा तो S सबसे पहले इस T2 का पता लगाएगा क्योंकि यह निकटतम पड़ोसी है और यह एक रास्ता हो सकता है जैसे S से T2 तक का मार्ग निर्धारित किया जाएगा यह नीला बॉक्स सही मार्ग को इंगित करता है अब एक बार जब आप इस पथ की पहचान कर लेते हैं तो यह विस्तार क्या कहता है कि इन सभी की तरह यहाँ भी ये सभी सेल न केवल S बल्कि T2 सेल भी हैं जिन्हें पथ के रूप में चिह्नित किया गया है जिन्हें वे सभी स्रोत सेल के रूप में पहचाने जाते हैं और हम इन एल्गोरिथम के इन नंबर की शुरुआत वहाँ से होती है जैसे कि 1 1 इस सेल का पड़ोसी भी 1 होगा इस सेल का पड़ोसी 1 होगा यह 1 होगा यह 1 होगा यह भी 1 होगा इसलिए हम अभी इसे शुरू कर रहे हैं पहले की तरह केवल एक बिंदु S ही पथ के साथ सभी ग्रिड बिंदुओं से वेव फ्रंट का उत्सर्जन नहीं होता है इस तरह से यह जारी है कि यह फिर से 2 जैसा हो जाएगा तो आपको यह कनेक्शन मिलता है इसलिए यह उसके बाद जुड़ा होगा इसलिए यह प्रक्रिया T1 को हिट करने के बाद जारी रहेगी यदि T3 है तो यह जारी रहेगी T3 आगे आएगा अगले चरण में ये सभी बिंदु वेव फ्रंट का उत्सर्जन करना शुरू कर देंगे और T3 को सही तरीके से छुआ जाएगा तो यह एक और रास्ता होगा जो इस तरह पहचाना जाएगा कि यह सही जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में हमने ली के एल्गोरिथ्म के कुछ रूपों पर चर्चा की है जो इसे तेजी से चलाने के लिए भंडारण के मामले में जगह बचाने में मदद कर सकते हैं और कुछ सरल तरीके भी हैं जिनमें आप मल्टी पिन नेट को संभालने के लिए बुनियादी एल्गोरिथ्म का विस्तार कर सकते हैं अगले व्याख्यान में हम कुछ अन्य दृष्टिकोणों को देखेंगे जो कि चल रहे समय के संदर्भ में अधिक कुशल हैं